यह क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत का परिचय पर पहला व्याख्यान है और इस तरह का कोई भी कोर्स पारंपरिक रूप से कृष्णिका विकिरण के परिचय से शुरू होता है तो इस व्याख्यान को हम कृष्णिका विकिरण के परिचय के साथ शुरू करने जा रहे हैं तो मैं जिन विचारों के बारे में बात करने जा रहा हूँ वे हैं कृष्णिका विकिरण विकिरण के लिए वर्णक्रमीय घनत्व परिभाषा फिर गुहिका के रूप में कृष्णिका फिर गुहिका के अंदर ऊर्जा घनत्व जो कि कृष्णिका के लिए ऊर्जा घनत्व के बराबर होगा और अंत में एक गुहा के अंदर विकिरण दाब ये ऐसे विचार हैं जिनका उपयोग किया जाएगा फिर क्वांटम की अवधारणा को विकसित करने के लिए कृष्णिका विकिरण को विशेष रूप से घनत्व के रूप में समझाते हुए क्वांटम परिकल्पना का परिचय तो प्रश्न है एक कृष्णिका क्या है इसे विकिरण के अवशोषण के संदर्भ में समझाया गया है जो कहता है कि एक कृष्णिका सभी विकिरणों को अवशोषित करती है और इससे हमारा तात्पर्य उस पर पड़ने वाली किसी भी तरंगदैर्घ्य से है कोई भी आदर्श पदार्थ नहीं है जो एक कृष्णिका का निर्माण करता है यहां तक कि जो सूट आप देखते हैं वह भी सभी विकिरण को अवशोषित नहीं करता है 99 प्रतिशत हो सकता है लेकिन यह उस पर पड़ने वाले सभी विकिरण या सभी तरंगदैर्ध्यों को अवशोषित नहीं करता है तो इसके साथ हम कुछ परिभाषित करने जा रहे हैं जिसे अवशोषण गुणांक कहा जाता है जो कि a है प्रतीक a है जोकि किसी पिंड द्वारा अवशोषित विकिरण तथा इस पर आपतित विकिरण के विभाजन से दिया जाता है वह अवशोषण गुणांक है इसके साथ ही मैं उत्सर्जक शक्ति नामक किसी चीज को परिभाषित करने जा रहा हूँ और जैसा कि आप अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं यह किसी पिंड से विकिरण के उत्सर्जन से संबंधित है तो उत्सर्जक शक्ति क्या है मान लीजिए मुझे एक पिंड दिया गया है मैं उत्सर्जक शक्ति को परिभाषित कर रहा हूँ और एक सतह से मैं सतह पर लंबवत निकलने वाले विकिरण को देखता हूँ तो यह लंबवत दिशा है एक ठोस कोण ΔΩ चुनें फिर उत्सर्जक शक्ति जिसे मैं e द्वारा निरूपित करूंगा इस छोटे ठोस कोण में प्रति इकाई समय में निकलने वाली ऊर्जा के रूप में परिभाषित की गई है तो मान लीजिए कि ΔE ऊर्जा समय t में निकलती है और मान लीजिए कि यह क्षेत्र छोटा क्षेत्र A है तो प्रति इकाई क्षेत्रफल है तो उत्सर्जक शक्ति प्रति इकाई क्षेत्र की सतह पर लंबवत रूप से उत्सर्जित शक्ति है प्रति इकाई ठोस कोण तो हमने दो राशियों को परिभाषित किया है अवशोषण गुणांक और उत्सर्जक शक्ति इसे मैं a कहने जा रहा हूँ इसे मैं e कहने जा रहा हूँ इसे कुछ कहा जाता है अब मुझे एक कृष्णिका के लिए a 1 लिखना चाहिए और मुझे इसे E कहने दें और फिर यहाँ कुछ है जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है किरचॉफ का नियम जो कहता है कि किसी भी पिंड की उत्सर्जक शक्ति को उसकी अवशोषण शक्ति से विभाजित करने पर वह E के बराबर होता है मैं इसे सिद्ध नहीं कर रहा हूँ यह बहुत आसानी से argue किया जा सकता है लेकिन यह वही है तो किरचॉफ का नियम कहता है कि किसी भी पिंड की उत्सर्जक शक्ति को a से विभाजित किया जाता है तो वह E के बराबर होता है इसलिए किसी पिंड का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी उत्सर्जक शक्ति उतनी ही अधिक होगी तो कुछ भी जो अधिक अवशोषित करता है वह अधिक विकिरित होने की प्रवृत्ति भी रखता है उदाहरण के लिए मान लीजिए कि मैं कांच का एक हरा टुकड़ा लेता हूँ यह हरा है क्योंकि यह लाल और अन्य रंगों को अवशोषित करता है और हरे रंग को परावर्तित करता है अगर मैं इसे गर्म करके अंधेरे में रख दूं तो मुझे इसमें से लाल रंग निकलता हुआ दिखाई देगा क्योंकि यह लाल को ज्यादा अवशोषित सोखता करता है तो लाल रंग के लिए उत्सर्जक शक्ति अधिक होगी या मान लीजिए कि आप लकड़ी और लोहे का एक टुकड़ा बाहर धूप में रखते हैं लोहे का टुकड़ा गर्म हो जाता है क्योंकि यह अधिक अवशोषित करता है लकड़ी का टुकड़ा उतना गर्म नहीं होता है क्योंकि इसकी अवशोषण शक्ति कम होती है उनकी उत्सर्जक शक्ति भी उसी a के समानुपाती होगी इसलिए लोहे को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने पर लकड़ी के टुकड़े की तुलना में बहुत अधिक विकिरण उत्सर्जित होती है तो यह किरचॉफ का नियम है अब अगला प्रश्न है यदि कोई ऐसा पदार्थ नहीं है जो एक पूर्ण अवशोषक हो तो हम कृष्णिका निर्माण कैसे करतें हैं वैसे यदि सिर्फ पूर्ण अवशोषक पदार्थ की बात करें तो इस पर रिसर्च शोध चल रही है क्योंकि सोलर पैनल के लिए पूर्ण अवशोषक पदार्थ बहुत अच्छा होगा क्योंकि यह उस पर आने वाले सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेगा तो फिर हम एक कृष्णिका का निर्माण कैसे करतें हैं तो युक्ति यह है कि आप एक गुहिका बनाते हैं उसमें एक छोटा सा छिद्र बनाते हैं और विकिरण को यहां से गुहा के पीछे की तरफ जाने देते हैं आप टेढ़े टेढ़े दीवार रखतें हैं ताकि जो विकिरण अंदर आये वह स्वेच्छ दिशा में चला जाए और आप कहीं कहीं थोड़ा सा काला निशान भी लगा दें ताकि जब भी विकिरण उस पर पड़े तो वह अवशोषित हो जाए और साथ ही मैं यहां एक काला निशान लगाऊंगा अब चूंकि यह कई कई बार घूम रहा है हर बार मैं इसे अंदर से काला भी कर सकता हूँ यह अवशोषित हो जाता है हालांकि यह छिद्र से बाहर नहीं आता है तो जो भी विकिरण अंदर जा रहा है वह अवशोषित हो जाता है और इसलिए इस तरह की गुहिका जैसा दिखाया गया है एक गुहिका एक कृष्णिका के बहुत करीब है इसके अंदर जो भी विकिरण है वह कृष्णिका विकिरण है अब आप पूछ सकते हैं हम कृष्णिका विकिरण में रुचि क्यों रखते हैं इसके लिए मैं फिर से किरचॉफ के नियम पर वापस जाऊंगा जो कहता है कि e a capital E बड़ा E के बराबर है इसलिए दाहिने हाथ की और यह E सार्वभौमिक राशि की तरह है इसलिए यदि हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम इसके बारे में एक सार्वभौमिक तरीके से वक्तव्य दे सकते हैं तो जैसा कि मैंने दिखाया है एक गुहिका कुछ ऐसी है जो कृष्णिका के बहुत करीब है या मोटे तौर पर एक कृष्णिका है अब विकिरण के गुण तो हमने इस तरह से एक कृष्णिका बनाई है यहाँ एक छोटे से छिद्र के साथ और यहाँ ज़िगज़ैग दीवार जिसको भीतर से काले रंग से रंगा जा सकता है ताकि यह एक पूर्ण कृष्णिका हो और हम दीवारों को बहुत मोटा भी बना सकतें ताकि विकिरण बाहर न जाए तो यह एक दीवार है अंदर के सभी विकिरण जिन्हे मैं नीले रंग से दिखाऊंगा वे कृष्णिका विकिरण है अब इस विकिरण के गुण पहले नंबर पर हैं विकिरण की प्रकृति कृष्णिका के ज्यामितीय आकार पर निर्भर नहीं करती है तो मैं इस आकार की इस गुहिका में एक छोटा सा छिद्र रख सकता था और तब भी यह एक कृष्णिका होगी तो यह निर्भर नहीं करता है कि अंदर विकिरण एक कृष्णिका के अनुरूप है और इसकी प्रकृति आकार पर निर्भर नहीं करती है दूसरा संख्या 2 एक कृष्णिका गुहा के अंदर विकिरण समदेशिक है इसका क्या अर्थ है क्या प्रकृति में शक्ति समाहित है अर्थात तीव्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि विकिरण किस दिशा से आ रहा है तो आइए हम परिणामों को देखें क्योंकि एक सैद्धांतिक विश्लेषण करते समय मैं वस्तु को गोलाकार मान सकता हूँ क्योंकि वास्तव में आकार मायने नहीं रखता है और दूसरे के कारण यदि हम विकिरित गुहिका में देखते हैं तो हमें किसी भी दिशा में कोई भी अंतर दिखाई नहीं देगा यानी मैं इस गुहिका के अंदर देखूं चाहे यहां देखूं यहां देखूं चाहे यहां देखूं मुझे कोई अंतर नहीं दिखाई देगा क्योंकि आने वाले किसी भी दिशा में कोई भी अंतर नहीं होगा ठीक है इसका एक अच्छा उदाहरण है मैंने अभी जो कुछ भी कहा वह उदाहरण है जब आपके पास ये कोयले होते हैं जो एक भट्टी में जलाए जाते हैं और कभी कभी ये कोयले एक गुहिका बनाते हैं और उदाहरण के लिए यहां एक गुहिका हो सकती है और विकिरण यहाँ से निकल रहा है इन जलते अंगारों से भी विकिरण निकल रही है आप क्या देखेंगे कि गुहिका से निकलने वाले विकिरण की तीव्रता सबसे अधिक है क्यों क्योंकि गुहिका में उच्च उत्सर्जक शक्ति होती है यह कृष्णिका के करीब होती है नंबर 1 नंबर 2 आप गुहिका के अंदर किनारों आदि को नहीं बना सकते हैं क्योंकि विकिरण समदैशिक है तो अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है मुझे उसे संक्षेप में बताने दें यदि हम कृष्णिका विकिरण का अध्ययन करना चाहते हैं और जैसा कि मैंने पहले कहा था कृष्णिका विकिरण मैं अध्ययन करना चाहता हूँ क्योंकि इसका एक सार्वभौमिक गुण है यह सभी वस्तुओं के लिए उत्सर्जक शक्ति और अवशोषण गुणांक का अनुपात है इसमें वह सार्वभौमिक गुण है इसलिए यदि हम कृष्णिका के विकिरण का अध्ययन करना चाहते हैं तो हम एक गुहिका से निकलने वाले विकिरण का उपयोग करके इसका अध्ययन कर सकते हैं जो बंद है लेकिन एक छोटा सा छिद्र है इसमें एक छोटे से छिद्र के साथ विश्लेषण के लिए हम इस गुहिका को गोलाकार मान सकते हैं यह सब बहुत अच्छी तरह से पुस्तक ऊष्मा और उष्मागतिकी में साहा द्वारा वर्णित किया गया है यह हमारे अपने मेघनाथ साहा और श्रीवास्तव हैं इसलिए मैंने अधिकांश सामग्री इस पुस्तक से ली है और यह वास्तव में एक बहुत अच्छी किताब है यदि आप ऐतिहासिक विकास और इस तरह की चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो यह इस पुस्तक में बहुत अच्छी तरह से दिया गया है